एक इंडक्शन मशीन से शुरुआत करता हूं कृपया हमारे द्वारा खींचे गए इक्विवेलेंट सर्किट को याद करें हमने कहा मैं कुछ मेरे समानांतर पैरामीटर की उपेक्षा करता हूं यह R1 X1 था अगर मैं समानांतर को शामिल करता हूं तो निश्चित रूप से यह Xm यह Rc हो सकता है जिसे मैंने अब तक लगभग शामिल नहीं किया है लेकिन फिर भी अगर मैं आयरन लॉस को शामिल करना चाहता हूं तो यह शामिल होना चाहिए तो मेरे पास होने वाला है मेरे पास s के दो घटक हैं जो स्पष्ट रूप से हैं एक अंतर्निहित नुकसान है जो होता है और दूसरा भाग यांत्रिक आउटपुट होता है और फिर यह शॉर्ट सर्किट होने वाला है यह इंडक्शन मशीन का सामान्य इक्विवेलेंट सर्किट है जिसमें V1 इनपुट वोल्टेज या Vs स्टेटर प्रति चरण वोल्टेज है फिर मैं एक मशीन शुरू करने जा रहा हूं गति शून्य है इसलिए स्लिप एक होगी तो शुरू में फ्लिप 1 है क्योंकि स्लिप 1 हैमेरे पास शुरुआती करंट होगी अगर मैं मैग्नेटाइजिंग करंट को लिखने की अपेक्षा करता हूं तो मुझे यह कहने में सक्षम होना चाहिए l इसलिए मैं s को पूरी तरह से यहाँ समाप्त करता हूं क्योंकि s 1 है जब s 1 नहीं था तो मेरे पास s 001 002 003 जो भी था इसलिए यदि मुझे लगता है कि 1 ओम है उदाहरण के लिए यह 33 के कारक से गुणा किया जाएगा या 50 या 100 के रूप में शायद जो भी स्लिप के आधार पर है इसलिए यह पूरा रोटर प्रतिबाधा फूला हुआ दिखाई देने वाला है जिसके कारण स्वचालित रूप से करंट कम हो जाएगा रोटर करंट एक बार कम हो जाएगातो स्लिप वास्तव में एक छोटा मूल्य बन जाती है लेकिन जब स्लिप 1 है तो मैं जो भी प्रतिबाधा देख रहा हूं वह बहुत छोटी है क्योंकि यह बहुत छोटा है Istart वास्तव में उच्च है तो निश्चित रूप से तीन चरण के वोल्टेज को लागू करके मशीन को सीधे शुरू करने का एक अच्छा विकल्प नहीं है जिसे हम डीओएल डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग कहते हैं तो इंडक्शन मोटर की प्रत्यक्ष ऑनलाइन शुरुआत निश्चित रूप से एक अच्छा विकल्प नहीं है यह एक स्व स्टार्टिंग मशीन है सहमत है लेकिन वास्तव में वह हमारी मदद करने वाली नहीं है अगर हम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं मान लोहम कहते हैं कि 100 किलो वाट इंडक्शन मोटर सीधे 3 चरण की आपूर्ति लागू करके क्योंकि वह धारा जो मैं खींचने जा रहा हूं वह TI फुल लोड के 5 से 8 गुना जितनी होगी अगर मैं कहूं कि IFL 10 एम्पीयर है जो 70 से 80 एम्पीयर तक खींच सकता है जब मैं सीधे 3चरण की आपूर्ति से जुड़ रहा हूं इसलिए आम तौर पर पावर सिस्टम प्राधिकरण द्वारा इस पर एक सीमा लगाई जाती है कि इंडक्शन मोटर की रेटिंग क्या है जो आप सीधे शुरू कर सकते हैं आम तौर पर 10 किलो वाट से परे हमें शुरू करने की अनुमति नहीं है सबसे अधिक 50 किलो वाट पर यदि आप 50 किलो वाट से आगे जाते हैं और फिर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग करने की कोशिश करते हैं तो सभी संभावना में सभी बिजली की आपूर्ति को हटा दिया जाएगा पावर सिस्टम प्राधिकरण एक बहुत कड़ी कार्रवाई करेगा क्योंकि यह अन्य सभी लोगों को प्रभावित करता है मैं एक ट्रांसमिशन लाइन लेने जा रहा हूँ शायद यहाँ मेरा स्रोत है और मैं इस तरह एक लंबी ट्रांसमिशन लाइन बनाने जा रहा हूँ ट्रांसमिशन लाइन में निश्चित रूप से प्रतिरोध और अधिष्ठापन का निश्चित मूल्य होता है इसलिए यदि मेरा कारखाना यहां स्थित है और मैं एक विशाल करंट खींचने जा रहा हूं फिर मैं इस R और l में सभी जगह बहुत सारी ड्रॉप लेने जा रहा हूं हर जगह ड्रॉप होगी इसलिए अगली मंजिल के पड़ोसी जिनके पास एक और कारखाना है अगर वे इस बिंदु पर वोल्टेज देख रहे हैं तो मेरे पास वास्तव में बहुत कम वोल्टेज होने वाला है जब मैं मशीन शुरू कर रहा हूं तो आम तौर पर यह 400 वोल्ट हो सकता है अब यह 380 वोल्ट या 360 वोल्ट हो सकता है इसलिए यह निश्चित रूप से उन उपकरणों के लिए अच्छा नहीं है जो मेरे उद्योग परिसर के करीब एक ही पंक्ति में जुड़े हुए हैं इसलिए आम तौर पर बिजली आपूर्ति प्रदाता और उपभोक्ता के बीच मौजूदा एक तरह की समझ होती है कि आप इस भार का उपयोग नहीं कर सकते हैं वेल्डिंग उदाहरण के लिए यदि आप बिजली की आपूर्ति से सीधे वेल्ड करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा क्योंकि यह एक शॉर्ट सर्किट है ज्यादातर तो यह एक शॉर्ट सर्किट है इसलिए आप देखेंगे कि खींचा गया करंट बहुत अधिक है वोल्टेज कम हो जाएगा इसलिए यह अन्य उपकरणों के लिए वास्तव में खतरनाक है जिन्हें निरंतर वोल्टेज की आवश्यकता होती है इसलिए आप उस उपकरण को उसी में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं लाइन या आपको उन उपकरणों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जिनका उपयोग किया जा सकता है या इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है इसलिए आमतौर पर शुरू होने वाले DOL का उपयोग केवल 50 किलोवाट से कम रेटिंग वाले मोटर्स के लिए किया जाता है वास्तव में यहां तक कि 10 किलोवाट रेटिंग के लिए भी हो सकता है 10 किलोवाट रेटिंग तक इसका उपयोग करना ठीक है l लेकिन निश्चित रूप से 50 किलोवाट से अधिक की रेटिंग के लिए नहीं इसलिए मेरे पास मशीन शुरू करने की कुछ अन्य विधि होनी चाहिए इसलिए एक और तरीका जो बहुत अधिक उपयोग किया जाता है वह है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग इसलिए स्टार डेल्टा शुरू होने में आमतौर पर हम मानते हैं कि मोटर स्टेटर वाइंडिंग डेल्टा में जुड़ा हुआ है इसलिए यदि मैं डेल्टा में मोटर वाइंडिंग को जोड़ रहा हूं और हमें यह कहने दें कि मैं कुछ वोल्टेज लागू कर रहा हूं तो मेरे पास इस मामले में है और बता दूं कि वह प्रत्येक चरण के लिए प्रतिबाधा Z है इसलिए करंट RMS मूल्य के रूप में खींचा जा रहा है अगर मैं करने की कोशिश करूं तो मुझे कहना चाहिए जबकि अगर मैं लाइन धाराओं को देखने की कोशिश करता हूं तो आपूर्ति से जो खींचा जाता है वो मोटर ड्राइंग से अलग है वास्तव में बिजली की आपूर्ति से जो खींचा जाता है वह √3 गुना है मोटर करंट चरण करंट से और बिजली प्रणाली अधिकारी √3 गुना चरण करंट को देखने जा रहे हैं इसलिए मैं यह करने जा रहा हूं इसके बजाय अगर मैं शुरू में बाइंडिंग स्टार कनेक्ट करता हूं तो मैं इसे डेल्टा में नहीं चाहता हूं मेरे पास अभी भी प्रतिबाधा Z Z और Z है और कुछ भी नहीं बदला है उसी वाइंडिंग को मैं स्टार में फिर से जोड़ रहा हूं और मैं अनिवार्य रूप से वोल्टेज लेने जा रहा हूं उसी वोल्टेज को लागू किया जा रहा है इसलिए यहां हमने इसे Vline कहा है इसलिए मैं इसे फिर से Vline रूप में कॉल करने जा रहा हूं मैं कुछ भी नहीं बदल रहा हूं उसी शक्ति को मैं मोटर से कनेक्ट कर रहा हूं लेकिन स्टार प्रारूप में मोटर वाइंडिंग को कनेक्ट करने जा रहा हूं तो इस विशेष मामले में मैं कह सकता हूं इसलिए मैं प्रत्येक चरण में जो भी लागू कर रहा हूंवह है इसलिए मैं कह सकता हूं इसलिए यदि मैं Iline delta के अनुपात को देखने की कोशिश करता हूं और यह Ilinestar है तो मैं कह सकता हूं इसलिए मैं तीन गुना करने जा रहा हूं इसलिए ऐसा करने से मैं अनिवार्य रूप से शुरुआती करंट को कम कर रहा हूं लेकिन शुरुआती टॉर्क का क्या होता है हमने कहा कि टॉर्क I² के समानुपाती है हम जानते हैं कि विद्युत चुम्बकीय टॉर्क इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि जो कुछ भी करंट है उसका वर्ग टॉर्क के अनुरूप होगा इसलिए मैं कह सकता हूं क्योंकि डेल्टा के संबंध मे l जबकि अगर मैं यह देखने की कोशिश करता हूं कि क्या है तो मुझे फायदा होगा इसलिए टॉर्क भी एक तिहाई के एक कारक से कम होने जा रहा है जब मैं डेल्टा देखता हूं तो टॉर्क बहुत अधिक होगा इसलिए हम मशीन द्वारा उत्पन्न टॉर्क पर एक हिट ले रहे हैं लेकिन हम करंट को कम भी कर रहे हैं तो यह एक बढ़िया विकल्प नहीं है अगर मैं एक इंडक्शन मोटर शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं जो शायद एक लहरा के लिए युग्मित है एक इलेक्ट्रिक वाहन के लिए युग्मित है या एक एलेवेटर के लिए युग्मित है क्योंकि उन चीजों को एक उच्च शुरुआती टॉर्क की आवश्यकता होती है जबकि यहां टॉर्क बहुत सीमित जा रही है मुझे अच्छी मात्रा में टॉर्क नहीं मिलने वाला है इसलिए अगर मैंने इसे डेल्टा में शुरू किया होता तो शायद मेरी मशीन शुरू हो जाती मेरा सिस्टम शुरू हो जाता लेकिन अगर मैं डेल्टा को एक स्टार से जोड़ने के बाद इसे देखने की कोशिश करता हूं तो मुझे अच्छी मात्रा में टॉर्क नहीं मिलेगा तो ये उन अनुप्रयोगों में मुख्य रूप से लागू होते हैं जहाँ मुझे एक बड़े स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता नहीं होती है आमतौर पर पंखे पंप अगर आप पंखे को देखते हैं तो टॉर्क ω² के समानुपाती है कम टॉर्क ω² के समानुपाती है इसलिए यदि आप इसे देखें पंखा या पंप ड्राइव तो इसलिए अगर वास्तव में छोटा है तो शुरू में इसे आसपास की हवा की एक बड़ी मात्रा को विस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए स्पष्ट रूप से जब मैं शुरू करता हूं तो मुझे बहुत छोटे टॉर्क की आवश्यकता होगी और जैसा कि मैं गति बढ़ाता हूं मुझे अधिक से अधिक टॉर्क की आवश्यकता होगी तो यह पंखा या पंप ड्राइव पर बहुत अधिक लागू होता है और इस टॉर्क डेल्टा की शुरुआत आमतौर पर कृषि पंप सेट में की जाती है इसलिए स्टार डेल्टा स्टार्टर्स का उपयोग आमतौर पर कृषि पंप सेटों में किया जाता है क्योंकि शुरू करने के समय उनमें से ज्यादातर को बहुत छोटे टॉर्क की आवश्यकता होती है एक बड़ा सौदा नहीं है आम तौर पर एक समय की देरी होगी यह शायद स्टार के लिए होगा 05 सेकंड 07 सेकंड और उसके बाद स्वचालित रूप से यह डेल्टा पर स्विच हो जाएगा इसलिए जब ऐसा होता है तब घुमावदार के दोनों सिरों को बाहर लाया जाना चाहिए अगर A B C तीन चरण की वाइंडिंग है तो मैं इसे A के रूप में B और यह C के रूप में करने जा रहा हूं अगर मुझे स्टार चाहिए तो वास्तव में यहाँ कांट्रेक्टर होंगे और यहाँ कांट्रेक्टर इस दो को होना है इसलिए यह शुरुआती कांट्रेक्टर हैं वे बंद हो जाएंगे और मैं यहाँ A B C तीन चरण की आपूर्ति करने जा रहा हूँ तो यह शुरुआती संपर्ककर्ता होगा जो बंद हो जाएगा और अगर मैं चाहता हूं कि यह वास्तव में डेल्टा में जुड़ा हो तो मेरे पास कुछ ऐसा होगा यहां से मेरा एक संपर्ककर्ता होगा यह चलने के दौरान होगा एक और मेरे पास ऐसा होना चाहिए इसलिए यह फिर से चलने के दौरान संपर्ककर्ता होगा और तीसरे को मूल रूप से इस और इस के बीच जुड़ा होना चाहिए यह दूसरा चलने वाला संपर्ककर्ता होगा इसलिए स्टार्टिंग कॉन्टैक्टर्स को खोल दिया जाएगा रनिंग कॉन्टैक्टर्स को बंद कर दिया जाएगा और फिर यह अपने आप डेल्टा में कनेक्ट हो जाएगा और फिर इसके बाद एक उच्च टॉर्क उठाएगा इसलिए स्टार डेल्टा शुरू करना बहुत ही सामान्य रूप से कृषि पंप सेट में उपयोग किया जाता है लेकिन कृपया ध्यान दें जब मैं शुरुआती संपर्ककर्ता खोल रहा हूं और बाद में इसे संपर्ककर्ता प्रारूप में चलाने के लिए कनेक्ट कर रहा हूं तो बहुत कम समय के लिए सर्किट में ब्रेक होता है इसलिए आपका भार उस का सामना करने में सक्षम होना चाहिए क्योंकि यह पंप है ठीक है यह सिर्फ पानी पहुँचा रहा है थोड़ी देर के लिए अगर थोड़ी सी भी कमी होती है तो आसमान नहीं गिरेगा इसलिए ये ठीक हैं जहाँ बहुत महान शुद्धता की वास्तव में मांग नहीं है तो यह सर्किट में एक ब्रेक होगा निश्चित रूप से जब यह स्टार से डेल्टा में बदल रहा है और एक और समस्या भी हो सकती है मेरे पास हमेशा कुछ बैक ईएमएफ है एक ट्रांसफार्मर की तरह मैं निश्चित रूप से ईएमएफ वापस करूंगा प्रवाह ठीक से नहीं गिर सकता है इसलिए मेरे पास निश्चित रूप से बैक ईएमएफ की कुछ राशि होगी जब मैं सर्किट को तोड़ता हूं और सर्किट को फिर से कनेक्ट करता हूं चाहे जो वोल्टेज प्रेरित थे और जो भी वोल्टेज है जो आपूर्ति लाइन से आ रहा है अगर वे अधूरे विरोध कर रहे हैं तो मेरे पास करंट की एक बड़ी मात्रा होगी वे 180 डिग्री फेज़ शिफ्ट हो सकते हैं अगर मैं इस तरह से कुछ हद तक वापस EMF के लिए जा रहा हूँ जबकि मैं कुछ इस तरह से लागू वोल्टेज के लिए जा रहा हूँ यह इस बिंदु और जो भी प्रेरित ईएमएफ है के बीच लागू किया जा रहा है इस प्रकार प्रत्येक वाइंडिंग को एक बहुत बहुत बड़ी धारा को सीमित करना होगा यदि दो बैक ईएमएफ यानी बैक ईएमएफ और लागू वोल्टेज पूरी तरह से एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं वे चरण से 180 डिग्री बाहर हैं अगर वे वास्तव में लगभग चरण में हैं तो मुझे मोटर वाइंडिंग से वोल्टेज का इतना अधिक नुकसान नहीं होगा तो ये आम तौर पर अंतर्निहित समस्याएं हैं जो ऐसे एप्लिकेशन में सामना करती हैं जहां मैं सर्किट को तोड़ने और सर्किट को फिर से कनेक्ट करने जा रहा हूं तो यह सर्किट को तोड़ता है और सर्किट को एक बार फिर से कनेक्ट करता है इसलिए यह उन समस्याओं में से एक है जो आम तौर पर हम स्टार डेल्टा शुरू करने में सामना कर सकते हैं इसलिए एक है Eb दूसरा है Vapplied इसलिए यदि वे पूरी तरह से चरण से बाहर हैं तो मैं एक प्रमुख मुद्दा रखने जा रहा हूं तो शुरू करने के और भी तरीके हैं जो मुझे कुछ हद तक सटीक शुरुआत भी देंगे जो कि कुछ समय की अवधि के भीतर संभव है इसलिए हमने डीओएल को देखा हमने स्टार डेल्टा को शुरू करने पर ध्यान दिया था शुरू करने की तीसरी विधि जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग जिसे आपने प्रयोगशाला में इलेक्ट्रो यांत्रिकी प्रयोगशाला में उपयोग किया है जिसे आमतौर पर हम एक ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ उपयोग कर रहे थे हमारे पास हमेशा तीन चरण का ऑटो ट्रांसफार्मर होता था इसलिए हम वास्तव में जो देख रहे हैं वह है यहां तीन चरण की आपूर्ति जो मेरे पास है और मेरा तीन चरण का वैरियक होने जा रहा है मैं इसे दिखा रहा हूं जैसे कि यह स्टार से जुड़ा हुआ है इसलिए यह इसी तरह से जुड़ा हुआ है तो यह A B C और यह तीन चरण वैरियक है अब मैं अपनी प्रेरण मोटर को इन दोनों के बीच अंतर करने के लिए यहां ले जा रहा हूं मुझे प्रेरण मोटर घुमावदार बनाने दें फिर से मैं इसे स्टार में दिखा रहा हूं इसकी स्टार में आवश्यकता नहीं हैयह डेल्टा में भी हो सकता है इसलिए यह ऐसे होने वाला है इसलिए यह वास्तव में स्टेटर है और यहां रोटर है मैं स्क्वीररेल केज रोटर दिखा रहा हूं तो यह रोटर है यह स्टेटर है इसलिए कुल मिलाकर यह प्रेरण मोटर है अब यहां से मैं इसे संभवतः एक चरण में जोड़ रहा हूं मैं फिर से इसे दूसरे चरण से जोड़ रहा हूं और मैं इसे तीसरे चरण से जोड़ रहा हूं कृपया ध्यान दें कि मैं वोल्टेज का एक बहुत छोटा हिस्सा लागू कर रहा हूं क्योंकि यह जॉकी बिंदु या चर बिंदु है इसलिए मैं आवेदन कर रहा हूं अगर सौ मोड़ हैं तो मैं शायद केवल 10 मोड़ के अनुरूप आवेदन कर रहा हूं इससे ज्यादा कुछ नहीं इसलिए मैं बहुत ही कम मात्रा में वोल्टेज को संतुलित तरीके से लागू कर रहा हूं तीनों चरण संतुलित हैं क्योंकि तीन चरण वैरिएक जॉकी एक संतुलित तरीके से चल रहे हैं अगर मैं सिर्फ एक ही चरण वाइंडिंग को देखने की कोशिश करता हूं तो यह मेरा वैरियक है यह बिजली की आपूर्ति Vsupply है और मैं जॉकी बिंदु को जोड़ रहा हूं और फिर इस मोटर के लिए आवेदन किया है इसलिए अगर मैं कहता हूं कि यहाँ n संख्या में मोड़ हैं जबकि मैं सिर्फ एक मोड़ को लागू कर रहा हूँ उदाहरण के लिए n 1 अधिष्ठापन मोटर के लिए आपूर्ति के वोल्टेज का अनुपात है इसलिए वास्तव में मोटर के माध्यम से करंट है अगर मैं कहता हूं कि यह Z प्रतिबाधा है तो यह है कि यह कैसे होने जा रहा है तो जाहिर है अगर मैं टॉर्क को देखने की कोशिश करता हूं क्योंकि मैं करने जा रहा हूं

अगर मेरे पास वैरिएक नहीं होता तो मुझे टॉर्क मिल जाता तो टॉर्क में कमी आई है या एक कारक से कम हो गई है इसलिए मैं टॉर्क में कमी करने जा रहा हूं मूल Te के कारक से अगर मैं यह देखने की कोशिश करूं कि मूल टॉर्क क्या है की तुलना में जो यह बनने जा रहा है लेकिन अगर मैं वास्तव में यहां करंट को देखता हूं क्योंकि वोल्टेज अनुपात के रूप में n 1 बनने जा रहा है तो वर्तमान 1 n हो जाएगा क्योंकि इसलिए मैं इस मामले में कह सकता हूं अगर मैं इसे Vprimary या Vsupply और Vmotor कहता हूं तो मुझे कहना चाहिए यह हमेशा मान्य होता है इसलिए अनिवार्य रूप से

इसलिए करंट के साथ साथ टॉर्क दोनों को वास्तव में घटाया गया है से जब मैं वैरियक में n 1 का उपयोग द्वितीयक पक्ष और प्राथमिक पक्ष के अनुपात के रूप में कर रहा हूं तो यह स्टार डेल्टा स्टार्टिंग के बहुत समान है मुझे लगता है कि n1 के बजाय अगर मेरे पास 1 है तो आपको स्टार डेल्टा स्टार्टिंग और इस ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग के बीच कोई अंतर नहीं दिखाई देगा अगर मुझे लगता है कि मेरे पास मोटर अभी भी डेल्टा में घुमावदार है लेकिन मेरे पास है 1 एक वैरिएक के रूप में जो डाला जाता है यह बिल्कुल एक स्टार डेल्टा स्टार्टिंग के समान व्यवहार करेगा तो यह विधि वास्तव में उच्च शुरुआती टॉर्क की आवश्यकता वाले भार के लिए भी अच्छा नहीं है तो यह अनिवार्य रूप से हमें ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग की तीसरी विधि के बारे में बताता है शुरू करने की एक और विधि है जिसे शुरू करने की अगली विधि जिसे हम देखना चाहते हैं वह है प्रतिबाधा स्टार्टिंग जो DC मोटर के मामले में हमारे द्वारा किए गए कार्य के समान है DC मोटर में हमने एक बड़ा आर्मेचर प्रतिरोध डाला इसके समान मैं अपनी बिजली की आपूर्ति के साथ श्रृंखला में एक बड़ा प्रतिबाधा डालूंगा हम कहते हैं कि मुझे यहां तीन चरण की आपूर्ति मिल रही है इसलिए मैं इस तरह एक बाहरी प्रतिबाधा डालने जा रहा हूं इसलिए ये तीन चरण प्रतिबाधा हैं इसलिए मैं कहूंगा R jX यह भी कुछ R jX है और यह भी कुछ R jX है और फिर यह मेरे तीन चरण प्रेरण मोटर्स स्टेटर से जुड़ा हुआ है तो यह मेरी तीन चरण प्रेरण मोटर है इसलिए मैंने इसे इस तरह से जोड़ा है इसलिए ये तीन चरण आपूर्ति हैं A B C इसलिए समग्र करंट कम हो जाएगी क्योंकि मूल रूप से हमने अभिव्यक्ति के लिए लिखा था यह कुल प्रतिबाधा होगा इसी तरह मेरे पास होगा और V1 वह वोल्टेज है जिसे लगाया जा रहा है तो यह I चरण होगा तो मोटर के बाहर से R और X को शामिल करने के कारण प्रति चरण करंट कम हो जाएगा इसलिए मेरे पास करंट में कमी होगी लेकिन निश्चित रूप से मेरे पास टॉर्क में भी कमी होगी यदि आप वास्तव में शुरू करने के दौरान प्रेरण मोटर को देखते हैं तो आप अनिवार्य रूप से इसके इक्विवेलेंट सर्किट को देख रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया यह R1 R2l और X1X2l हैं और मैं V1 लागू करने जा रहा हूं यही मेरी प्रेरण मोटर की शुरुआती स्थिति है मेरे पास निश्चित रूप से एक चुम्बकीय रिएक्टेंस है क्योंकि मुझे प्रवाह को स्थापित करना है इसलिए चुम्बकीय रिएक्टेंस के साथ साथ सन्निकटन भी मैं यहाँ दिखा सकता हूँ यह स्पष्ट रूप से एक सन्निकटन है इसलिए यह मेरा Xm है इसलिए यदि मैं मोटर के पावर फैक्टर को देखता हूं तो यह प्रारंभिक स्थिति के दौरान भी बहुत अच्छा नहीं होगा क्योंकि आपके पास R1R2l है आम तौर पर R2l छोटे गिलहरी पिंजरे प्रेरण मोटर्स मोटी रोटर सलाखों है इसलिए मेरे पास बहुत अधिक प्रतिरोध नहीं होगा R1 में कुछ राशि हो सकती है और X1 और X2 अगर मैं देख रहा हूं तो मैं वास्तव में बहुत छोटा मूल्य होने नहीं जा रहा हूं क्योंकि वहां हवा का अंतर है रिसाव कुछ स्पष्ट होने वाला है तो X1 और X2l वास्तव में रिसाव मूल्य होने जा रहे हैं जो कुछ बड़े हैं Xm वास्तव में करंट की एक अच्छी मात्रा खींचने जा रहा है क्योंकि मेरे पास हवा का अंतर है मैं इसकी मदद नहीं कर सकता इसलिए हम सामान्य रूप से देखेंगे कि शुरुआती पावर फैक्टर अच्छा नहीं है इसलिए अगर यह उस स्थिति में अच्छा नहीं है अगर मैं R और jX को शामिल करता हूं जो भी पावर फैक्टर है जो मैं प्राप्त करने जा रहा हूं के साथ पदक भी हासिल करूंगा अगर मैं R के बजाय अधिक X को शामिल करता हूं तो मेरे पास बहुत खराब पावर फैक्टर होगा लेकिन बहुत अधिक हीट लॉस नहीं होगी यदि मैं अधिक प्रतिरोध शामिल करता हूं लेकिन कम X तो पावर फैक्टर शायद काफी अच्छा है लेकिन मेरे पास हीट लॉस की अच्छी मात्रा होगी इसलिए मुझे यह तय करना होगा कि मुझे वास्तव में क्या चाहिए अगर मेरे पास कूलिंग की अच्छी व्यवस्था है लेकिन मैं पावर फैक्टर की देखभाल बेहतर करने जा रहा हूं तो मैं एक बड़ा प्रतिरोध और छोटी रिएक्टेंस शामिल करने का प्रयास कर सकता हूं लेकिन फिर भी यह एक हानिपूर्ण विधि है वास्तव में यह आपको स्टार्टिंग टॉर्क की अच्छी मात्रा के मामले में एक अच्छा प्रदर्शन करने वाला नहीं है प्रारंभिक टॉर्क अभी भी सीमित होने जा रहा है जो उन समस्याओं में से एक है जिन्हें हम शुरू करने की इस विशेष पद्धति के संबंध में सामना कर रहे हैं तो प्रतिबाधा स्टार्टिंग में बड़े R कम X कम R बड़े X या सभी लगभग एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास किस तरह की आवश्यकता है क्या हमारे पास प्रेरण मोटर शुरू करने के लिए एक AC वोल्टेज नियंत्रक हो सकता है हमने पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स में AC वोल्टेज कंट्रोलर को देखा था इसे आमतौर पर नरम शुरुआत भी कहा जाता है इसलिए आप अनिवार्य रूप से उस वोल्टेज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं जिसे इंडक्शन मोटर पर लगाया जा रहा है तो मेरे पास बस RMS मान हो सकता है इसलिए इंडक्शन मोटर पर लगाए गए वोल्टेज का RMS मान धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तो यह इस दिशा में एक थायरिस्टर और इस दिशा में एक और थायरिस्टर की मदद से किया जाता है इसी तरह मैं तीन जोड़े रखने जा रहा हूं यह दूसरी जोड़ी है और मैं इस तरह की तीसरी जोड़ी बनाने जा रहा हूं ये तीन चरण की बिजली आपूर्ति A B C हैं और मैं इसे इंडक्शन मोटर से जोड़ने जा रहा हूं तो हम कहते हैं कि यह इस तरह से जुड़ा हुआ है इसलिए मैं 100 डिग्री या 120 डिग्री के फायरिंग कोण से शुरू कर सकता हूं मैं एक बड़े फायरिंग कोण से शुरू कर सकता हूं इसलिए मैं इसे देखने जा रहा हूं जैसे कि मैं बस देखता हूं एक विशेष चरण में अगर यह मेरा लागू वोल्टेज है अगर मैं 100 डिग्री के फायरिंग कोण को देखता हूं या कुछ और मैं केवल इस वोल्टेज को लागू करने जा रहा हूं इससे ज्यादा कुछ नहीं और धीरे धीरे मैं फायरिंग कोण को बदल सकता हूं जैसे कि यह कम हो जाता है जैसे ही मशीन गति बढ़ाती है जैसे ही मशीन गति बढ़ाती है मेरे पास अधिक बैक ईएमएफ उत्पन्न होगा जिससे स्वचालित रूप से करंट नीचे आएगा उस समय मैं फायरिंग एंगल को कम करने की कोशिश कर सकता हूं इसलिए α को कम किया जाता है जैसे ही गति बढ़ती है इसलिए यह अनिवार्य रूप से वोल्टेज के RMS मूल्य को अलग अलग करेगा जो मोटर पर लागू किया जा रहा है और मेरा पूर्ण नियंत्रण हो सकता है क्योंकि मैं फायरिंग कोण को खुद की इच्छा से बदल रहा हूं इसलिए मुझे मोटर और लोड सिस्टम की आवश्यकता के अनुसार लागू होने वाली वोल्टेज की मात्रा को निश्चित रूप से समायोजित करने में सक्षम होना चाहिए तो यह एक अच्छा विकल्प लगता है जब तक स्टार्टिंग टॉर्क की इतनी अधिक आवश्यकता नहीं है शुरुआती टॉर्क की आवश्यकता यदि अधिक है तो फिर से मैं वोल्टेज का केवल कम मूल्य लागू कर रहा हूं फिर मुझे वास्तव में अच्छी मात्रा में करंट या टॉर्क कैसे मिलेगा इसलिए यह निश्चित रूप से अच्छा नहीं है अगर उच्च टॉर्क की आवश्यकता है यदि उच्च शुरुआती टॉर्क की जरूरत है तो यह एक अच्छा विकल्प नहीं है एक और बड़ी समस्या है हार्मोनिक्स हम निश्चित रूप से साइनसॉइडल वोल्टेज या साइनसॉइडल करंट को नहीं देख रहे हैं सब कुछ गैर साइनसॉइडल है इसलिए मोटर में तीसरे हार्मोनिक पांचवें हार्मोनिक सातवें हार्मोनिक ऐसे और हो सकते हैं और जो वास्तव में मोटर के उचित कार्य में हस्तक्षेप कर सकते हैं हम देखेंगे कि इंडक्शन मोटर कैसे व्यवहार करती है जब मैं वास्तव में इसे हार्मोनिक समृद्ध आपूर्ति दे रहा हूं जैसा कि हम इन्वर्टर फेड इंडक्शन मोटर पर जा रहे हैं उस बिंदु पर हम इस बारे में अधिक विस्तार से बात करेंगे लेकिन निश्चित रूप से प्रेरण मोटर को अनावश्यक हार्मोनिक्स देना एक अच्छा विकल्प नहीं है तो वास्तव में हमने अब तक जो भी चर्चा की थी वे सभी स्क्वीररेल केज के साथ साथ वुन्ड रोटर इंडक्शन मोटर के लिए भी लागू हैं क्योंकि मैं स्टेटर की तरफ से इंडक्शन मोटर के काम में हस्तक्षेप कर रहा हूं हम अब तक स्टेटर साइड से हैं ताकि निश्चित रूप से दोनों वुन्ड प्रेरण मोटर के साथ साथ स्क्वीररेल केज प्रेरण मोटर के लिए काम कर सकें इसलिए यदि हम एक और विधि देख रहे हैं जो केवल वुन्ड रोटर प्रेरण मोटर पर लागू होती है यह वुन्ड रोटर प्रेरण मोटर के रोटर प्रतिरोध स्टार्टिंग है इसलिए हम वास्तव में देख रहे हैं कि क्या आप वास्तव में वुन्ड रोटर इंडक्शन मोटर को खींचते हैं मुझे कुछ इस तरह दिखाना चाहिए यह मेरा स्टेटर है स्टेटर अनिवार्य रूप से एक ही है इसलिए जहां तक रोटर का संबंध है वुन्ड रोटर को सामान्यतः तीन वाइंडिंग में दिखाते हैं वे स्लिप रिंग से जुड़े होते हैं स्क्वीररेल केज सामान्य रूप से हम इस तरह से दिखाते हैं मेरे पास यहां स्टेटर है यह रोटर है हम इसे रोटर दिखाते हैं यह अनिवार्य रूप से रोटर सलाखों को दिखा रहा है इसलिए यह केज प्रेरण मोटर का प्रतिनिधित्व है जबकि यह स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रतिनिधित्व है आप लोग DC मोटर को जानते हैं DC मोटर को हमेशा दो ब्रश के साथ दर्शाया जाता है मैं अभी भी कुछ बच्चों को इंडक्शन मोटर खींचता और उसमें दो ब्रश लगाते हुए देख रहा हूं कृपया ऐसा कभी न करें यदि यह तीन चरण प्रेरण मोटर है तो आपके पास ब्रश नहीं हो सकते जब आप आरेख बनाते हैं तो आप जानते हैं कि यह दो छोरों से फैला हुआ निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण नहीं है तो अब ये रोटर के तीन टर्मिनल हैं जिन्हें बाहर लाया जाता है मेरे पास यहां अतिरिक्त प्रतिरोध हो सकते हैं लेकिन निश्चित रूप से वे तीन चरण प्रतिरोध हो सकते हैं इसलिए अगर मेरे पास इस तरह के कई प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो मैं उन्हें शॉर्ट सर्किट कर सकता हूं जैसे जैसे गति आगे बढ़ती है इसलिए मेरे पास सामान्य रूप से कॉन्टैक्टर्स होंगे जो इन प्रत्येक प्रतिरोधों से जुड़े होंगे जो बंद हो सकते हैं जैसे मशीन गति को आगे बढ़ाते हैं और आगे इसलिए मैं प्रत्येक प्रतिरोध के लिए संपर्ककर्ता दिखा रहा हूं इसी तरह मेरे पास अगले प्रतिरोधों के लिए संपर्ककर्ता होंगे और साथ ही वे बढ़ते वेग से बंद हो जाएंगे इसलिए अगर मैं कहूं कि यह बाहरी R एक साथ है तो हमने इंडक्शन मोटर के लिए लिखा यदि हम चुम्बकीय करंट Im की उपेक्षा कर रहे हैं तो मुझे कहना चाहिए इसलिए मैं बस यह कह सकता हूं कि अगर मैं Te starting देख रहा हूं तो मुझे लिखना चाहिए क्योंकि s 1 इसलिए अगर मैं इस अभिव्यक्ति को देखने की कोशिश करता हूं तो R2l तस्वीर में आ रहा हैं इसलिए अगर मैं रोटर प्रतिरोध को बढ़ाने में सक्षम हूं तो न केवल मैं शुरुआती करंट को कम कर दूंगा बल्कि मैं शुरुआती टॉर्क में वृद्धि भी दे सकता हूं इसलिए यदि मैं किसी तरह रोटर के साथ प्रतिरोध करता हूं जो मुझे शुरू करने के दौरान दो फायदे देगा तो मैं शुरुआती करंट कोको कम कर दूंगा लेकिन शुरुआती टॉर्क में कमी जो मुझे गिलहरी केज में मिली थी वहां मुझे केवल स्टेटर साइड से छेड़छाड़ करनी थी मैं रोटर पक्ष में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता मैं रोटर पक्ष को स्पर्श नहीं कर सकता जबकि यहां मैं निश्चित रूप से रोटर प्रतिरोध को छूने में सक्षम हो जाऊंगा मैं रोटर प्रतिरोध को संशोधित करने में सक्षम हो जाऊंगा इसलिए मैं स्क्वीररेल केज की तुलना में अच्छी मात्रा में शुरुआती टॉर्क प्राप्त कर लूंगा अगर मैं करंट को नीचे लाने में सक्षम नहीं हूँ तो मुझे बेहतर टॉर्क मिलेगा इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन मेरा उद्देश्य शुरुआती करंट को कम करना भी है इसलिए जब मैं शुरुआती धारा को नीचे ला रहा हूं तो मैं शुरुआती टॉर्क को भी काफी कम कर रहा हूं अगर मैं इसे इस तरह से देखता हूं तो मैं इसे गिलहरी केज इंडक्शन मोटर की तुलना में वास्तव में बहुत कम नहीं कर पाऊंगा इसलिए कई मायनों में रोटर प्रतिरोध नियंत्रण वास्तव में फायदेमंद होगा एक निश्चित रूप से करंट नीचे आता है और टॉर्क इतना कम नहीं होगा जितना कि केज मोटर में होता है क्योंकि मैं इस प्रतिरोध पैरामीटर को अंश में भी आने वाला हूं मेरे पास R2l Rexternal होने जा रहा है जो भी बाहरी प्रतिरोध है जिसे मैं शामिल कर रहा हूं और जाहिर है कि पावर फैक्टर भी नीचे नहीं आएगा पावर फैक्टर काफी अच्छा होगा मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा लेकिन काफी अच्छा होगामैं समतुल्य सर्किट याद करने जा रहा हूँ मेरे पास R1 X1 Xm होगा तब मैं करने जा रहा हूँ R2lRexternalls और मेरे पास X2l होने जा रहा हूं2 रोटर प्रतिरोध शुरू होने के समय यह इक्विवेलेंट सर्किट बन जाता है इसलिए मूल रूप से हमने दोनों मोटर के लिए मोटर शुरू करने की सभी तरीकों को देख लिया है अंतिम तरीके को छोड़कर जहां मैं रोटर प्रतिरोध के साथ अकेले छेड़छाड़ करने जा रहा हूं